Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur व्याख्यान 41 सिंगल फेज AC सर्किट्स जारी तो फिर से हम वापस आ गए है आपका काम केवल पुस्तक से अधिक न्यूमेरिकल हल करना होगा ठीक है यद्यपि कई चीजें सही की गई है जहां तक थ्योरी का संबंध है कमोबेश सब कुछ कवर किया गया है ठीक है तो आगें हम उस सीरीज R L C सर्किट को कंसीडर करेंगें पहले हमने देखा वह आपका विशुद्ध प्रतिरोधक सर्किट है फिर हमने विशुद्ध इन्डक्टिव सर्किट को देखा फिर हमने विशुद्ध कैपेसिटिव सर्किट को देखा धीरे धीरे हम बढ़ रहे है Refer Slide Time 0052 अब सीरीज R L को कंसीडर करेंगें आपका R L सर्किट तो यहाँ आपको तात्कालिक ध्रुवता बनानी होगी इसके माध्यम से बहने वाली करंट आदर्श है सरल सीरीज सर्किट और प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज vR है और इंडक्टेन्स के अक्रॉस VL है हमारा उद्देश्य एक स्टीडी स्टेट एनालिसिस है तो करंट v v दिया जाता है अब मान लेंगें माना i Imsin ωt वह मान लिया जाएगा तो बस या तो वोल्टेज या करंट कुछ आपको मान लेना होगा तो यदि आप मानते है i Imsin t आगे बढ़ने से पहले है कि जब भी आप बनाते है i Imsin ω t इसका अर्थ है सामान्यतः आपका जिसे आप कहते है यह rms वैल्यू होगी Im √2 होगी मुझे लगता है यदि आप इस तरह से लिखते है और संदर्भ कोण 0 होगा क्योंकि ω t तो ω t 0oo तो उसका अर्थ है यह है Im √ 2 0 o तो यह rms वैल्यू है वैसे भी तो अगला है तात्कालिक वोल्टेज अर्थात vRVL v तो v यह vR इसके माध्यम से बहने वाली करंट है आपकी जिसे आप कहते है यह i यह i करंट है तो यह है i R और तब यह है L इनटू आपका di dt अर्थात आपका VL तो v vR अर्थात i R L इनटू di dt अब i Imsin ωt इसीलिए यदि आप यहाँ स्थानापन्न करते है यह होगा R Im sin ω t ω L Imcosω t v फिर आप क्या करते है आप लेते है आप Im को कॉमन लेते है तो Im यहाँ है तब यह आपका R है और यह आपका ω L है तो यह R है यह आपका बनाया हुआ R Im है यह है माना ω L Im तो सामान्यतः यह है √ ओवर R 2ω L 2Im यदि आप लेते है यदि आप यहाँ लेते है Im को कॉमन Im को कॉमन तो सामान्यतः यहाँ यह गुणांक है तब R है यह R 2 है आप लें और यहाँ यह ω L 2 है तो न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर दोनों साइड को आप विभाजित करते है √ ओवर R 2ω L 2 R 2ω L22 v तो v √ ओवर R 2ω L 2 इस समीकरण के इस समीकरण के दोनों साइड को आप विभाजित करते है √ ओवर R 2ω L 2 और यह Im आप कॉमन लेते है और यहाँ इस कोण से है θ तो cos θ R अपोन √ ओवर R 2ω L 2 और sin θω L √ ओवर R 2ω L 2 इसीलिए अब सवाल यह है कि यह आपका cos θ है यह आपका sin θ है तो यह एक यह एक आप प्रतिस्थापित करते है cos θ और यह एक आप प्रतिस्थापित करते है sin θ फिर Im कॉमन इनटू sin ω t cosθ cosω t sin θ अर्थात sin A cos B cos A sin B फॉर्म Refer Slide Time 0346 तो आइये मुझे इसे हटाने दें तो इसका अर्थ है जिससे आपको मिलेगा वह आपका v v Im √ ओवर R 2ω L 2 sin ω t θ और यह दिया गया है आपका sin θ cos θ दिया गया है Cos θ R अपोन √ ओवर R 2ω L 2 और sin θω L √ ओवर R 2ω L 2 तो यह एक यह एक लिख सकते है Im आपका जिसे आप कहते है vIm इनटू Z इनटू sin ω t θ कि Vm sin ω t θ अर्थात यह Im इनटू यह एक √ ओवर R 2ω L 2 यह टर्म है तो Z Z √ over R 2ω L 2 यह वास्तव में इस R L सर्किट का आपका इम्पिडेंस है तो आपका Im इनटू Z और Vm आपका परिमाण ये सभी परिमाण है VmIm इनटू z यह भी परिमाण है इसीलिए Z √ ओवर R 2ω L 2Vm Im तो यह Z मैं आपके लिए लिख रहा हूँ Z जब Vm Im लिखें मूल रूप से यह Vm मैं आशा करता हूँ आप इसे देख सकते है Vm √2 विभाजित Im √ 2 तो इसका अर्थ है RMS वैल्यू इसका अर्थ है आपका कि मुझे इसे साफ करने दें इसका अर्थ है Z इम्पिडेंस परिमाण Vm Im V I जहां V वोल्टेज की RMS वैल्यू है और I करंट की RMS वैल्यू है जब आप न्यूमेरिकल्स को हल करते है उपयोग करेंगें vRms अपोन Irms समझने योग्य तो और इसीलिये यह लिख रहे है Vm IVm अपोन Im आप लिख सकते है V अपोन माना I यदि आप कहते है V rms वैल्यू है और I rms वैल्यू है क्योंकि न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर दोनों को आप विभाजित कर रहे है √ 2 और θ θ tan इनवर्स ω L R तो यह है आपका बस मुझे इसे साफ करने दें यह है आपका यदि आप देख रहे है यहाँ इस आरेख में tan θ आपका L ω R क्योंकि Im Im रद्द हो जाएगा तो L ω R इसका अर्थ है θ tan इनवर्स √ωL R तो मुझे इसे साफ करने दें इसीलिये यहाँ यह दिया गया है कि आपका θ tan इनवर्स ω L R तो यह है आपका tan इनवर्स ω L R इस मामले में यह क्या हो रहा है कि दो चीजें कि वास्तव में यह चुना जाता है लिया i Imsin ω t वह लिया तो यदि आप संदर्भ में लेते है अपने जिसे आप कहते है फेजर में कि जब आप फेजर आरेख ड्रा करते है तो आम तौर पर लिख सकते है i Im √ 2 वह rms वैल्यू और इसका कोण 0o होगा तो यह आपकी rms वैल्यू है तो अगर यह परिभाषित करता है कि यह बड़ा I है तब यह I कोण 0 होगा I rms वैल्यू है तो इसीलिये यह I एक संदर्भ के रूप में लिया गया है यह बड़ा I है यह बड़ा I है तो यह है आपका I संदर्भ अब अगला है मुझे इसे साफ करने दें अगला मेरा V है तो V वास्तव में यह है Vm sin ω t तो v वास्तव में Vm sin ω क्षमा करें ω t θ ω t θ यह एक θ तो यह लिखा जा सकता है एक sin के टर्म्स है जब आप फेजर आरेख ड्रा करेंगें Vm जब आप rms वैल्यू Vm √ 2 लेते है और यह एक θ कोण θ के रूप में लिया जा सकता है तो इसे V कोण θ के रूप में लिखा जा सकता है V rms वैल्यू है V Vm √ 2 इसी तरह IIm √ 2 rms वैल्यू तो V rms वैल्यू है तो यहाँ एक कोण θ है और θ सकारात्मक है तो यह V वहाँ है तो यह मेरा V है और यह कोण θ है इसका अर्थ है यह है कि करंट I इस वोल्टेज V से लैग कर रही है एक कोण θ अथवा V करंट I से लीड कर रहा है एक कोण θ और एक दूसरी बात है मुझे इसे साफ करने दें बस रूकिये आइये हम आरेख पर चलें एक दूसरी बात यह है कि यह आरेख तो यहाँ vR आपका iR यह वही है जिसे आप कहते है प्रतिरोध के अक्रॉस वह वोल्टेज ड्रॉप इसे I R बना सकते है यदि यह एक rms वैल्यू है और निश्चित रूप से वहां तात्कालिक ध्रुवीयता है और VL यह इन्डक्टिव रीएक्टेन्स है और इन्डक्टिव रीएक्टेन्स का अर्थ है XL आपका j L ω j Lω इसका अर्थ है आपका वोल्टेज ड्रॉप VL j I Lω अर्थात I XL तो यह है VL j इनटू I L ω इसीलिए माना क्योंकि जिसे आप कहते है विशुद्ध इन्डक्टिव सर्किट के लिए देखा है यह j Lω है कि आपकी जिसे आप कहते है कि वह आपकी करंट वोल्टेज से 90o लैग करती है विशुद्ध इन्डक्टिव सर्किट के लिए और यह मूल रूप से काल्पनिक अक्ष पर था तो j Lω तो यह है यह आपका R है और यह j Lω है तो मुझे इसे साफ करने दें Refer Slide Time 0938 इसीलिए यह आपका vR I R है और यह एक है VL यह है आपका VL j I XL j का अर्थ कोण 90o है यदि आप इस तरह से लेते है j IXL I XL और j का अर्थ कोण 90o है क्योंकि कोण 90o का अर्थ cos 90o j sin 90o है तो cos 90 0 और j sin 90 1 तो sin 90 1 तो यह jI XL बन जाएगा यह है j I XL और यह परिणामी v है अब आइये हम वापस आते है आपके जिसे आप कहते है उस आरेख पर एक बार फिर से कि कि अर्थ है कि एक इन्डक्टिव सर्किट का इम्पिडेंस Z R j Lω लिख सकते है क्योंकि यह विशुद्ध प्रतिरोधक R है और यह आपका इन्डक्टिव सर्किट है आपका जिसे आप L कहते है तो इसका रीएक्टेन्स आपका L ω है तो R j Lω इसका अर्थ है यदि आप इस तरह से लेते है मान लीजिए यह एक जटिल क्वांटिटी है बार पुट करें अर्थात परिमाण R 2 L 2ω2 है यह इसका परिमाण है और इसका कोण आपका tan इनवर्स L ω R होगा यह आपका Z बार आपका है और यह परिमाण है इसका अर्थ है यह एक इसका अर्थ है इसका अर्थ है Z आपका जिसे आप कहते है Z बार Z कोण θ तो θ को परिभाषित करते है जोकि tan इनवर्स L ω R है और Z इम्पिडेंस का परिमाण है तो कोई आपका जिसे आप कहते है जब इंडक्टिव इंडक्टिव सर्किट में यह इतना है R j Lω तो यह इम्पिडेंस है आपका जिसे आप कहते है सर्किट समस्या का हल कब होगा जानेगें कि कैसे चीजें है तो मुझे इसे साफ करने दें इसका अर्थ है सामान्यतः जब आप करंट की गणना करते है माना यह v दिया गया है मिला v Vm sinω t θ जो आपको मिला तो इसका अर्थ है यदि आप rms वैल्यू में रखते है यह होगा v v Vm √ 2 और आपका कोण θ तो और यदि आप यह पता लगाने की कोशिश करते है कि करंट क्या है तो करंट होनी चाहिए यहाँ आप इसे बना सकते है यदि आप चाहते है यह आपका फेजर है तो इसे v एरो बनाएँ i तब यह एक v एरो विभाजित वह वह आपका इम्पिडेंस Z ताकि यह है v कोण आपका जिसे आप इसे कहते है θ क्षमा करें यह एक आपका v यहां दिया गया है जिसे आप कोण θ कहते है और विभाजित यदि आपने बनाया यह i यह Z यह R j Lω होगा तो उस मामले में देखें कि चीजें कैसे आएंगी उस मामले में यह आपका yi है यह मेरा i है यह भी फेजर क्वांटिटी है तो यह मेरा i है तो यह आपका V कोण θ है विभाजित आपका विभाजित यह R अर्थ है यह Z कोण θ है Z √ ओवर R 2 L ω2 तो इसका अर्थ है V Z कोण θ θ V Z कोण 0o इसका अर्थ है करंट जो कुछ भी मिली है मान लें जानते है i Imsin ω t वह और कुछ भी नहीं बल्कि आपका i कोण 0o है तो यह भी V Z है i कोण 0o क्योंकि मैं बस आपको दिखाता हूँ रिवर्स गणना जब सर्किट समस्या हल करेंगें उस समय पर आप इस को देखेंगें मैं बस पीछे से आया हूँ तो यह है i कोण और यह आ रहा है जानते है Z जिसे आप कहते है यह एक i कोण 0o यदि मैं बनाता हूँ आपका फेजर के टर्म्स में क्योंकि i Im √ 2 rms वैल्यू और कोण 0o जो कुछ भी यहां आ रहा है तो मुझे इसे साफ करने दें थोड़ी बहुत समझ आवश्यक है तो एक बार जब यह हो जाता है तो यह वही है जिसे आप कहते है कि आपका Z मैंने आपको बताया था कि R j ω L और यह आपका परिमाण है कहते है XL L ω और यह है tan इनवर्स XL अपोन R अथवा L ω R मैंने आपको बताया था अब तात्कालिक आपका जिसे आप कहते है पॉवर की वैल्यू दिया जाता है पॉवर v इनटू i तो v आप स्थानापन्न करते है Vm sin ω t θ इनटू Imsin ω t यह एक आप इसे केवल sin A cos B में विस्तार देते है जब आपका जिसे कहते है cos A sin B और आप गुणा करते है यदि आप ऐसा करते है यह आएगा VmIm अपोन 2 cos θ VmIm अपोन 2 cos 2 ω t इनटू cos θ VmIm अपोन 2 sin 2ω t इनटू sin θ अब पॉवर की औसत वैल्यू पॉवर की औसत वैल्यू यह है 1 अपोन T 0 से T Vm sin ω t θ इनटू Imsin ω t dt इसका अर्थ है यह अभिव्यक्ति यह अभिव्यक्ति यह अभिव्यक्ति तो सीधे तौर पर इसे पुट कर रहे है और यदि आप इसे पुट करते है और इसे एकीकृत करने का इसे एकीकृत करने का प्रयास करते है आप इस संबंध का उपयोग करेंगें ω2 पाई T इसका अर्थ है मेरा ω T होगा 2 पाई यदि आप करते है तो यह एकीकृत होगा यह बन जाएगा VmIm अपोन 2cos θ तो cos θ पॉवर फैक्टर है इसका अर्थ है यह वोल्टेज और करंट के बीच का कोण है जिसका अर्थ है यह एक इसका अर्थ है यह एक यह है आपका यह θ यह वोल्टेज और करंट के बीच का कोण है Refer Slide Time 1509 तो यह है वास्तव में यह VmIm 2cos θ आ रहा है इसका अर्थ है यह VmIm 2 अर्थ है आप इस एक को लिख सकते है Vm √ 2 इनटू Im √ 2 इनटू cos θ इसका अर्थ है यह मेरी rms वैल्यू है यह वोल्टेज और यह rms करंट है जिसका अर्थ है यह VIcos θ है जबकि V वोल्टेज की rms वैल्यू है और I है करंट की rms वैल्यू गुणन cos θ और cos θ है आपकी पॉवर आपके सर्किट का पॉवर फैक्टर θ वास्तव में वोल्टेज और करंट के बीच का कोण है तो यह वास्तव में V Icos θ है तो इसका अर्थ है इस एक को V Icos θ लिख सकते है और V और I दोनों rms क्वांटिटी है अन्यथा यदि आप पीक वैल्यू लेते है यह VmImcos θ अपोन 2 होगा लेकिन आम तौर पर हमारे न्यूमेरिकल में हमेशा rms वैल्यू का उपयोग करेंगें तो मुझे इसे साफ करने दें अगला है कि आपका जिसे आप कहते है वह एक दूसरा तरीका यह करने का एक दूसरा तरीका यह करने का एक दूसरा तरीका और यह है आपका वह है जिसे आप कहते है मैं यह बता रहा हूं यह है यह आपकी पॉवर है यह आपका पॉवर का प्लॉट है यह करंट है यह है यह है करंट चिन्हित है यह करंट है और यह डैश रेखा वोल्टेज है और यह है V I और पॉवर v I और p इन सभी चीजों को दिखाया गया है बस आपको कुछ अहसास दिलाने के उद्देश्य से कि वे वेवफॉर्म है तो यह पॉवर है यदि आप प्लॉट करते है इस एक का PV इनटू I मेरा अर्थ है यह एक यदि आप प्लॉट करते है प्लॉटिंग इस तरह से होगी अब इस एक की अभिव्यक्ति का एक दूसरा तरीका यह है कि यह 1 अपोन T 0 से t है यह एक एक आसान वाला है VmImsin ω t θ इनटू sin ω t तो आप क्या कर सकते है कि न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर आप गुणा करते है 2 इसका अर्थ है यहाँ आप गुणन 2 विभाजन 2 करते है संदर्भ समय 1702 तब यह 2 sin A sin B है आप इस एक का विस्तार करते है 2 sin A sin B आपका जिसे आप कहते है cosA B cos A B और यदि आप ऐसा करते है और इसका विस्तार करें यह हो जाएगा यह सरल हो जाएगा यह इस तरह का बन जाएगा तो यह है न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर आप गुणा करते है 2 और तब आप सिर्फ 2 sin A sin B करते है यह सूत्र त्रिकोणमिति के लिए अपनी कक्षा ग्यारह में उपयोग करते है तो जिसे आप कहते है यह होगा 2 sin A sin B cosA B cos A B तो यदि आप करते है तो आपको यह एक मिल जाएगा इसीलिये यह VmIm अपोन T 0 से t cos θ dt बन जाएगा तो यदि आप एकीकृत करते है इस एक से यह एक क्योंकि ये टर्म वास्तव में गायब हो जाएंगें और अंत में यह फिर से बन रहा है आपका आधा VmImcos θ Vm √ 2 मैंने आपको बताया था Im √ 2 इनटू cos θ V Icos θ V rms वैल्यू है और I rms वैल्यू है अन्य टर्म्स में 2ω t होता है एक पूर्ण साइकल पर जिसकी औसत वैल्यू शून्य है यदि आप एकीकरण करते है आप देखेंगें यह 0 बन जाएगा तो यह अवधारणा है Refer Slide Time 1810 अगला कंसीडर करेंगें वह आपका सीरीज R C सर्किट यह आपके इन्डक्टिव सर्किट की तरह ही है लेकिन यहां यह C है तो इस मामले में इस मामले में फिर से माना i Imsin ωt और यह तात्कालिक ध्रुवीयता है और यह करंट मेरा अर्थ है यह इस तरह से बह रही है यह सीरीज सर्किट है R C सर्किट तो vR पहले के समान है प्रतिरोध के अक्रॉस यह वोल्टेज मुझे इसे साफ करने दें इस एक के अक्रॉस वोल्टेज vR है और इस एक के अक्रॉस VC है और यह आपकी तात्कालिक ध्रुवीयता है तो इस मामले में R i और आप जानते है कि i c इनटू dv dt इससे आप लिख सकते है VC R i 1 अपोन C एकीकरण करें i dtv तब आप लिखें R i आपका i तब आपका Imsin ω t और यह Imsin ω t आप इसे यहाँ रख सकते है i i एक एकीकृत यह बन जाएगा 1 अपोन ω c Imcosω t v तो पहले की ही भांति तो यह Im है आप कॉमन लेते है और यहाँ यह दिया जाता है ω c Im गुणा किया जाता है यहाँ भी Im गुणा किया जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप को गुणा किया जाता है यह R Im है और यह कोण θ है तो इस मामले में यह वही है जो आप इसे कहते है ω t में दोनों साइड आप क्या कर सकते है आप विभाजित करते है R 2 √ R 2 1 अपोन ω c 2 यदि मैं दोनों साइड विभाजित करता हूं तो हाथ की तरफ होगा v अपोन √ ओवर R 2 1 अपोन ω c 2 और इसका अर्थ है यह एक यह है आपका sin ω यह आपका sin ω t है और यदि आप देखते है में यदि आप इस आरेख में देखते है तो cos θ होगा cos θ होगा यह मेरा आधार Im है Im रद्द हो जाएगा √ ओवर R 2 1 upon ω c 2 यह cos θ है और फिर sin θ होगा आपका 1 अपोन ω c √ ओवर R 2 1 अपोन ω c 2 तो यह एक इसका अर्थ है इस एक को प्रतिस्थापित किया जा सकता है आपका इस एक को प्रतिस्थापित किया जा सकता है आपका cos θ और एक को प्रतिस्थापित किया जा सकता है आपका sin θ तो उसी तरह से यह यहाँ यह cos θ है और यहाँ यह आपका sin θ है और बराबर है और यह आपका जिसे आप कहते है गुणन आपका यह एक आपका Im इनटू √ ओवर R 2ω c 2 पुनः क्योंकि यह एक क्रॉस मल्टीप्लिकेसन है Refer Slide Time 2043 तो यदि आप ऐसा करते है तो इन्डक्टिव सर्किट की तरह ही यहां यह है 1 अपोन ω c और साइन है वहां तो इस मामले में भी यह बन रहा है v Im Z v Im Z sin ωt θ तो VmVm sinω t θ और VmImz तो Vm वास्तव में परिमाण Im Z तो sin ωt θ अतः प्राप्त Z √ ओवर R 2 1 अपोन ω c 2 और फिर से Vm Imv i जहां V और I rms वैल्यू है मैंने आपको पहले बताया था यह एक भी v अपोन I v rms वैल्यू है और I rms वैल्यू है जब भी प्राप्त करेंगें एक न्यूमेरिकल हल करेंगें का अधिकांश मामलों में उपयोग करेंगें केवल rms वैल्यू और θ tan इनवर्स आपका 1 अपोन ω c R लेकिन एक जिसे आप कहते है है वह एक साइन है वहां तो के मामले में जिसे आप कहते है दो चीजें आप इन्हें कर सकते है जोकि tan इनवर्स है और अगर आप अथवा यह चीज आपका 1 अपोन ω c R इन्डक्टिव सर्किट के मामले में यह था आपका जिसे आप कहते है θ सकारात्मक था यह tan इनवर्स L ω R है के मामले में जिसे आप कहते है क्षमता के मामले में R C सर्किट यह होगा θ जिसे आप कहते है tan इनवर्स 1 अपोन ω c तो θ ऋणात्मक होगा तो इस मामले में क्या हो रहा है कि बस मुझे थोड़ा आगे बढ़ने दें Refer Slide Time 2219 इस मामले में यह क्या हो रहा है कि आपका वोल्टेज वास्तव में करंट से लैग कर रहा है एक कोण θ अथवा यह करंट I यह करंट I वास्तव में इस वोल्टेज से लीड कर रही है एक कोण आपका जिसे आप θ कहते है क्योंकि यह कोण यह कोण θ है यह कोण θ है तो VC पहले की ही भांति j इनटू आपका j इनटू I Xc अर्थात Xc 1 अपोन ω c तो वह है आपकी I इनटू 1 अपोन ω c और यह मेरा वोल्टेज V है इसीलिये V V VC इसका अर्थ है मेरा I R j आपका वास्तव में यह मेरा vR है और तब आपका जिसे आप VC कहते है VC वास्तव में I इनटू j इनटू 1 अपोन ω c क्योंकि यह है आपका j I 1 अपोन ω c ताकि R j ω c इसका अर्थ है R C सर्किट के लिए इम्पिडेंस यह है R j अपोन ω c तो इसका अर्थ है यह आपका जिसे आप कहते है I इनटू Z इसीलिये सर्किट का इम्पिडेंस यह एक है और इम्पिडेंस जिसका अर्थ है यह परिमाण है और यह है tan इनवर्स 1 अपोन ω c तो यह - साइन यहाँ बाहर लिया गया है यह है tan इनवर्स 1 अपोन ω c R लेकिन यहाँ है तो θ उस तरह से लिख रहे है o दुर्लभ लेखन √ ओवर R 2Xc2 tan इनवर्स Xc R जहाँ Xc 1 अपोन ω c उसका अर्थ उसके लिए आपका सीरीज R C सर्किट Z यह एक R j 1 अपोन ω c तो आम तौर पर ऐसा क्या होता है कि Xc जब इस तरह से लिखते है कभी कभी लिखते है R आपका जिसे आप कहते है jXc उस मामले में आपका Xc वास्तव में आपका जिसे आप कहते है यदि आप R jXc लिखते है तो इसमें क्या होगा कि आप यह Xc वैल्यू आपको ऋणात्मक लेनी होगी उस तरह से आप नहीं करते है क्या करते है मुझे इसे हटाने दें आप क्या करते है यदि आप लिखते है R j Xc तो आप लेंगें Xc 1 अपोन ω c तो यह है वास्तव में आपकी क्षमता आपका रीएक्टेन्ट 1 अपोन ωc तो यह यह है R यह तो इन्डक्टिव मामले के लिए यह है R jXL और संधारित्र क्षमता के मामले के लिए यह है R jXc और Xc 1 अपोन ω c Refer Slide Time 2448 तो इसका अर्थ है पहले की भांति पॉवर की तात्कालिक वैल्यू तो यह है आपका यह है आपका v इनटू i और आप इसे एक साथ गुणा करते है आप गुणा करते है और तब यह पॉवर की औसत वैल्यू होगी 1 अपोन T 0 से T वही चीज तो यहाँ भी न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर आप गुणा करते है 2 और यह है 2 sin A sin B अर्थात cosA B cos A B उसे पुट करें उस सूत्र का उपयोग करें और आपको फिर से मिलेगा यह है आधा VmImcos θ V Icos θ V वोल्टेज की rms वैल्यू है और I करंट की rms वैल्यू है तो एक बार फिर मैं आपके लिए लिख रहा हूं V Vm √ 2 और IIm √ 2 करंट की rms वैल्यू है और आरेख को पॉवर वोल्टेज और करंट के लिए यहां दिखाया गया है मैं आपको केवल एक अहसास देना चाहता हूँ कि वास्तव में कैसे यह p यह एक आप प्लॉट करते है यह डैश रेखा है डैश भाग दिखाया गया है यह पॉवर भाग है तो बस आपको एक अहसास देने के लिए कि यह कैसे है Refer Slide Time 2601 तो यह वास्तव में है सीरीज R L C सर्किट सीरीज RC सर्किट अब सीरीज R L C सर्किट देखेंगें तो अब सीरीज R L C सर्किट के लिए तीन तत्व है तीन तत्व है जिन्हें आप कहते है सीरीज में है तो यह है एक R के अक्रॉस वोल्टेज है vR V है L के अक्रॉस वोल्टेज है VL और इस C के अक्रॉस वोल्टेज और आप पुट करें तात्कालिक ध्रुवीयता इसके माध्यम से बहने वाली करंट I है अब एक बात मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज और करंट वोल्टेज और करंट यह है I माना मैंने आपको बताया था ac सर्किट में फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है तो वोल्टेज का कोण यह है पहला क्वाडरेंट यह दूसरा क्वाडरेंट है यह तीसरा क्वाडरेंट है यह चौथा क्वाडरेंट है तो वोल्टेज अथवा करंट वोल्टेज और करंट का कोण यह कहीं भी हो सकता है क्योंकि फेजर रोटेटिंग वेक्टर है यह आपके सर्किट आरेख नेटवर्क कोण के अनुसार हो सकता है सब कुछ इम्पिडेंस उस वोल्टेज या करंट फेजर के अनुसार किस प्रकार की चीज आपने ली है यह पहले क्वाडरेंट में हो सकती है यह पहली या दूसरी या तीसरी या चौथी हो सकती है तो यह आपके सभी में हो सकती है जिसे आप कहते है सभी चार क्वाडरेंट यह कहीं भी हो सकता है क्योंकि यह एक रोटेटिंग वेक्टर है ताकि वोल्टेज और करंट का कोण लेकिन अगर आप देखते है को अगर आप इम्पिडेंस को देखते है इम्पिडेंस यदि आप एक या दो स्थान तक लिखते है मुझे आपको सही करने दें एक या दो स्थान जब लोड बना रहे है कुछ स्थानों पर इसे Z एरो लिखा जाता है तो आपका इम्पिडेंस एक आपका नहीं है जिसे आप कहते है एक फेजर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि Z सामान्य रूप से R j X आप पुट करते है अब यदि आप इस क्वाडरेंट को लेते है R हमेशा धनात्मक होता है तो R इस अक्ष पर कहीं यहाँ होना चाहिए अब सर्किट के आधार पर यह इन्डक्टिव प्रकार या कैपेसिटिव प्रकार है या तो यह कहीं यहाँ होगा X यदि यह एक इन्डक्टिव प्रकार है तब यह कहीं यहां होगा Z Z कहीं यहां होगा अगर यह कैपेसिटिव प्रकार है तो यह आपका X है ऋणात्मक होगा तो शायद यह कहीं यहां होगा तो इस साइड तो या तो पहले क्वाडरेंट में या चौथे क्वाडरेंट में लेकिन यहां यह वहां नहीं होना चाहिए क्योंकि R हमेशा धनात्मक होता है तो अतः मेरा निष्कर्ष है कि यह चीज कि Z वास्तव में नहीं है यह एक जटिल क्वांटिटी है लेकिन यह एक फेजर क्वांटिटी नहीं है फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है तो Z के लिए कोण कहीं भी हो सकता है कोण या तो पहले या चौथे क्वाडरेंट में होगा तो अगली है वह सीरीज R L C सर्किट तो VvRVL VC क्योंकि यह सभी चीजें सभी चीजें दी जाती है तो vR I R और VL यह नहीं है j I L XL j I XL और आपका VC j I Xc सभी जगह यह दिखाया गया है यह एरो फेजर लेकिन यहां तक कि यह वहां भी नहीं है यह समझने योग्य है ताकि यह एक फेजर क्वांटिटी ac क्वांटिटी है तो यदि आप I को कॉमन लेते है तो प्रत्येक जगह मैं I एरो नहीं ले जाऊंगा तो यह कुछ भी नहीं है यह आपका Z बार है यह एक साधारण जटिल संख्या है तो I R j XL Xc इसीलिये R j XL Xc इसका अर्थ है यह है R XL L ω और Xc 1 अपोन ω c इसीलिये इसका परिमाण होगा √ ओवर अर्थात जटिल क्वांटिटी परिमाण होगा √ ओवर R 2ω L ω c2 और कोण होगा tan इनवर्स L ω ω c अपोन R ω अर्थात ω L 1 अपोन ω c R यह कोण होगा अब अगर यह दिया जाता है कि यदि VL VC से अधिक है अर्थात VL VC से अधिक है अथवा यदि XL Xc से अधिक है इसका अर्थ है सर्किट इंडक्टिव सर्किट की तरह व्यवहार करेगा यदि XL Xc से अधिक है अर्थ है अर्थात आपका ω L ω c 0 से अधिक है इसका अर्थ है यह धनात्मक है जिसका अर्थ है कोण θ धनात्मक होगा इसीलिये यहाँ यह vR R I है और यह एक है जिसे आप कहते है यह साइड VL है यह साइड मेरा VLj XLI L है यह सिर्फ पूर्णता के लिए है यह है j Xc I यह साइड है ऋणात्मक साइड इसीलिये लेकिन जब आप लेंगें आपका जिसे आपका कहते है जब आप अंतर VL VC लेंगें यह वास्तव में होगा j XL Xc इनटू I तो यदि आप करते है तो यदि आप गुणा करते है यह R I इनटू j XL Xc तो यह वास्तव में यह लेकिन समय पर उसी समय पर यदि यह VC है - j दिया गया है यहां यह VL है लेकिन VL VC नहीं ले मतलब यह बन जाएगा ऐसा न करें यह VL है जिसे आप कहते है VC को लिया जाता है तो यहाँ यह साइड नकारात्मक साइड है इसीलिये लिया गया है लेकिन जब आप इस अंतर को लेते है कृपया न करें उस समय ऐसा न करें आप बनाते है j into XL Xc यह फेजर प्रतिनिधित्व है तो इस साइड आपका पुट करने की आवश्यकता नहीं है भले ही मैं न पुट करूँ जिसे आप ऋणात्मक साइन कहते है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह ऋणात्मक साइड है लेकिन सिर्फ आपकी पूर्णता के लिए मैंने इसे बनाया है तो यह आपकी तात्कालिक ध्रुवीयता है और वहां परिणामी होगा होगा अर्थात VL VC से अधिक है यदि XL Xc 0 से अधिक है तो स्वाभाविक रूप से VL VC से अधिक होगा तो इसका अर्थ है सर्किट का व्यवहार इन्डक्टिव प्रकार के सर्किट की तरह है क्योंकि θ धनात्मक है क्योंकि θ ω L 1 अपोन ω c R तो ω L 1 अपोन ω c 0 से अधिक है धनात्मक है तो इसका अर्थ है मेरा θ धनात्मक होगा क्योंकि θ यह वास्तव में यह कोण वास्तव में θ है तो θ धनात्मक होगा तो फेजर आरेख इस तरह का होगा तो यह आपका परिणामी है यह साइड क्योंकि VL अधिक है क्योंकि XL Xc से अधिक है मतलब VL VC से अधिक है तो यह परिणामी भाग VL VC है और यह θ है तो इसका अर्थ है यह सर्किट इन्डक्टिव प्रकार की तरह व्यवहार करता है Refer Slide Time 3142 इसी तरह इसी तरह कि अगर यह आपका VL VC से कम है इसका अर्थ है कि आपका XL Xc से कम है मान लीजिए अगर आपका VL VC से कम है इसका अर्थ है कि मेरा XL Xc से कम है ठीक उल्टा तो उस मामले में आपको वही चीज नहीं दे रहा हूं मैं समझा रहा हूं उस मामले में θ ऋणात्मक होगा तो यह मेरी I है यह कोण θ है तो यह अब VC VL होगा तो इस एक को दिखाने के लिए साइन के साथ भ्रमित न हो लेकिन जब आप इसका अंतर लेंगें इसे अनदेखा न करें यह सिर्फ j होगा आपका VC VL होगा जिसे आप कहते है j आपका जिसे आप कहते है यह होगा j XL Xc इनटू I तो तो यदि आप यहाँ पुट नहीं करते है फर्क नहीं पड़ता है तो इस मामले में यह VC VL होगा क्योंकि VC आपके VL से अधिक है तो इस साइड से आ रहे है तो इसका अर्थ है यह मेरा θ है तो इस समय θ ऋणात्मक है जिसका अर्थ है जिसे आप कहते है वह सर्किट व्यवहार एक कैपेसिटिव सर्किट की तरह है क्योंकि इस मामले में XL Xc से कम है मतलब आपका L ω ω c यह आपका 0 से कम है तो यह है जिसे आप कहते है कि आपका उसका क्या अर्थ है मेरा 1 अपोन ω c L ω से अधिक है इसका अर्थ है मेरा Xc XL से अधिक है तो यहाँ यह लिखा है XL XL आपका Xc XL से अधिक है अथवा XL Xc से कम है तो इसीलिये सर्किट व्यवहार आपकी इस चीज की तरह है और यह एक आपका बार होना चाहिए यह एक फेजर नहीं है कुछ जगहों पर यह वहां लिखा गया है तो Z एक फेजर क्वांटिटी नहीं है यह एक जटिल क्वांटिटी है तो वैसे भी तो यह है आपका जब VL VC से कम है तो सर्किट आपकी क्षमता जैसा होगा जिसे आप कहते है कि आपकी क्षमता सर्किट Refer Slide Time 3329 तो इस के साथ तो इस के साथ आपका बस आपका इसे लें इस उदाहरण को लें कि v t दिया गया है 100 sin 40 t इसका अर्थ है 100 sin ω t इसका अर्थ है ω 40 रेडियन प्रति सेकंड और R 10 ओम और L 02 हेनरी और संधारित्र दिया जाता है C 00014 फैराड तो आपको ज्ञात करना होगाI tvRtVLt और VC t तब आपको ज्ञात करना होगा गणना करनी होगी पॉवर लॉस और आपको फेजर आरेख दिखाना होगा तो यह सर्किट है आपको एक तात्कालिक ध्रुवीयता लेनी होगी यह दिया गया है और यह आपका vt पहले से ही दिया गया है 100 40sin 100sin 40 t और यह R के अक्रॉस आपका vR वोल्टेज है यह L है जो कि L के अक्रॉस वोल्टेज है और यह है कैपेसिटर C के अक्रॉस C वोल्टेज है तो तो आपको पता लगाना होगा जिसे आप कहते है कि आपका i tvRtVLt VC t ये सभी क्वांटिटी • Glossary English Word Hindi Word Meaning across अक्रॉस आर पार arrow एरो तीर का निशान bar बार बार capacitive कैपेसिटिव संधारित्र common कॉमन उभय निष्ठ consider कंसीडर विचार करना cover कवर सम्मिलित करना cross multiplication क्रॉस मल्टीप्लिकेसन क्रॉस गुणन current करंट धारा cycle साइकल चक्र dash डैश छापे का चिह्न denominator डीनोमिनेटर भाजक draw ड्रा खींचना farad फैराड फैराड form फॉर्म रूप henry हेनरी हेनरी impedance इम्पिडेंस प्रतिबाधा inductance इंडक्टेन्स प्रेरक inductive इन्डक्टिव प्रेरणिक inductive reactance इन्डक्टिव रीएक्टेन्स प्रेरणिक रीएक्टेन्स into इनटू में inverse इनवर्स प्रतिलोम lag लैग पीछे रह जाना lead लीड अग्रणी load लोड भार network नेटवर्क संजाल numerator न्यूमरेटर अंश गणक numerical न्यूमेरिकल संख्यात्मक numericals न्यूमेरिकल्स संख्यात्मकों ohm ओम ओम over ओवर ऊपर peak value पीक वैल्यू शिखर मूल्य phasor फेजर फेजर pi पाई पाई plot प्लॉट खींचना plotting प्लॉटिंग आलेखन power factor पॉवर फैक्टर शक्ति कारक power loss पॉवर लॉस शक्ति हानि put पुट रखना quadrant क्वाडरेंट वृत्त का चतुर्थ भाग quantity क्वांटिटी मात्रा radian रेडियन रेडियन reverse रिवर्स उलटा rotating vector रोटेटिंग वेक्टर घूमता हुआ वेक्टर second सेकंड सेकंड series सीरीज श्रृंखला side साइड सिरासतह sign साइन चिह्न Single Phase AC Circuits सिंगल फेज AC सर्किट्स एकल चरण AC परिपथ steady state analysis स्टीडी स्टेट एनालिसिस स्थिर स्थिति विश्लेषण term टर्म पद terms टर्म्स पदों theory थ्योरी सिद्धांत upon अपोन पर value वैल्यू मूल्य voltage वोल्टेज वोल्टेज voltage drop वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज घटाव waveform वेवफॉर्म तरंग